चलिए इस भाग में हम फोटोवोल्टिक सेल के पैरामीटर की चर्चा करते हैं चलिए इसके लिए पीवी सेल का मॉडल लेते हैं यह पीवी सेल का समतुल्य सर्किट मॉडल है हमारे पास ip फोटो करंट डायोड का भाग समांतर नॉन आइडियलिटी और श्रेणी क्रम नॉन आइडियलिटी यहां है और ये पीवी सेल के टर्मिनल वोल्टेज और करंट है इसके साथ ही पीवी सेल की I V विशेषताएं भी हम यहां रखते हैं इनकी हमें हमारी चर्चा में आवश्यकता होगी मुझे आपके लिए यहां पीवी सेल के टर्मिनल करंट मॉडल को लिखने दीजिए जिसकी हमने चर्चा की थी और जिसे हमने पिछले भाग में बनाया था तो इस प्रकार अब हमारे पास पीवी सेल का टर्मिनल करंट मॉडल है जो कि यहां लिखा हुआ भी है अब I V करैक्टरस्टिक को देखिए यहां I V करैक्टरस्टिक पर तीन महत्वपूर्ण बिंदु है हम इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे पहला बिंदु यहां इस इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन पर है तो इसको हम मार्कचिन्हित करते हैं तो यह वह बिंदु है जिसकी हमें चर्चा करनी है और मैं इसे एक शॉर्ट सर्किट बिंदु कहूंगाआप थोड़ी देर में जान जाएंगे कि यह ऐसा क्यों है मैं इसे Isc कहता हूं आई शॉर्ट सर्किट अबयह मूल बिंदु 0 है आप देखेंगे कि यह बिंदु y axis को इंटरसेप्ट अवरोध करता है जब वोल्टेज V शुन्य होता है जिसका अर्थ है कि टर्मिनल वोल्टेज शॉर्ट सर्किट है स्पष्ट होता है कि टर्मिनल वोल्टेज शॉर्ट सर्किट जैसे हैं इस प्रकार इस स्थितियों में आपको यह Isc बिंदु प्राप्त होता है जिसका तात्पर्य यह है कि इस विशेष महत्वपूर्ण बिंदु के लिए V बराबर शून्य है I Isc के बराबर है हम इसे Isc करते हैं और यह कंस्ट्रेंट बाधा इस इक्वेशन समीकरण पर लगाते हैं तो हम देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट करंट बिंदु Isc को लिखा जा सकता है ip माइनस I0 e की घात 0IscRs बाय nVT माइनस वन माइनस इस प्रकार यह वह समीकरण है जो V 0 और I Isc टर्मिनल करंट का मान रखने पर प्राप्त होता है अब हम और कंस्ट्रेंट लेते हैं जैसे शंट की तुलना में Rs बहुत बहुत छोटा है और Isc Rs का मान लगभग शून्य हैRs के नगण्य होने से इसका मान बहुत ही छोटा है तो इसका अर्थ है कि हम पैरामीटर के मध्य संबंधों को जान सके इसके लिए एप्रोक्सीमेशन के पहले कदम के लिए यह नगण्य है हम इसे समीकरण से हटा सकते हैं यह भाग Isc Rs बाय nVT शुन्य के लगभग बराबर है इसलिए e की घात 01 है और इससे यह डायोड करंट का पूरा भाग इस समीकरण से हम हटाते हैं और आप देखेंगे कि Isc का मान Ip के बराबर होगा फोटो करंट जोकि सोलर पावर के समानुपाती है और जो इंसीडेंट हो रहा है इसे हम इनसोलेशन सूर्यताप कहते हैं मैं बाद में इनसोलेशन टर्म को एक्सप्लेन विस्तार से बताना करूंगा लेकिन अभी के लिए हम यह समझे कि इनसोलेशन सोलर पावर है तो इस विकट बिंदु से हमने जो चर्चा की वह यह है कि यह शॉर्ट सर्किट बिंदु है और यह तब आता है जब टर्मिनल वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट बिंदु Isc कहलाता है और यह Isc इंसीडेंट सोलर पावर के समानुपाती होता है आगे हम I V विशेषताओं पर दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगेजो कि इस बिंदु के पास है और हम इसे Voc अथवा ओपन सर्किट बिंदु कहेंगे इस प्रकार यह वह अगला महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग पॉइंट है जिस पर हम विचार करते हैं यह जिसे हम Voc कहेंगे अब इस बिंदु पर ध्यान दें करंट यहां 0 है और वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा वह ओपन सर्किट वोल्टेज है इसका अर्थ है कि यहां बाहरी सर्किट में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है और उससे कोई करंट नहीं बह रहा है वह करंट 0 है जो कि पीवी सेल की ओपन सर्किट विशेषता को बताता है अब इसके लिए यह कंस्ट्रेंट है कि V को सेट करना है वोल्टेज टर्मिनल का वोल्टेज Voc सेट करते हैं और करंट टर्मिनल का करंट 0 है तो इसी प्रकार ये करंट इस इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं कि हमें Voc टर्मिनल विशेषता के लिए क्या प्राप्त होता है तो आप देखते हैं कि टर्मिनल करंट 0 है Ip - I0 यह पूरा एक्सप्रेशन Voc बाय nVT माइनस1 Vocबाय R शंट I के 0 होने से तो इस प्रकार यह एक्सप्रेशन है अब यहां हम पुनः कह सकते हैं की R शंट का संख्यात्मक मान Voc की तुलना में बहुत ज्यादा है और इसलिए हम इसे समीकरण से बिना व्यापकता खोए हटा सकते हैं ताकि हमें यहां क्या घटित हो रहा है इसका अच्छा चित्र मिल सके अब इन वेरिएबल को पुनः स्थापित करने से Voc बराबर nVT ip I0 I0 का लोगरिथमिक मिलता है तो इस प्रकार यह वह समीकरण है जो आपको प्राप्त होता है तो देखिए कि यहां लोगरिथमिक दिख रहा है Voc इनसोलेशन ip से संबंधित है लेकिन लोगरिथमिक के रूप में इस प्रकार आप को ध्यान में रखना है कि यदि इनसोलेशन बदलता है यदि इंसीडेंट सोलर पावर बदलता है तो Voc में परिवर्तन लोगरिथमिक तरीके से होगा तो सोलर पावर रेडिएशन के बढ़ने से यदि ip बढ़ता है तो Voc लोगरिथमिककली बढ़ेगा जबकि Isc इंसिडेंट सोलर पावर के साथ लीनियरली बढ़ेगा इस प्रकार यह इस सिग्निफिकेंटमहत्वपूर्ण पॉइंट और यहां इस सिग्निफिकेंट पॉइंट के मध्य अंतर है मैंने PV सेल की I V विशेषताओं को बढ़ा कर दिया है ताकि हम सोलर रेडिएशन के परिवर्तन का प्रभाव I V कर्व पर देख सकें और हम यहां देखते हैं की यह शॉर्ट सर्किट बिंदु Isc है और यह ओपन सर्किट वोल्टेज बिंदु Vocहै अब सोचिए कि सोलर पावर बदल रहा है तो कैरेक्टरस्टिक पर क्या घटित होगा यदि आप अलग अलग सोलर पावर के लिए I V कर्व की रीडिंग्स लेते हैं तो आप कुछ ऐसा देखेंगे की हाई सोलर पावर पर शॉर्ट सर्किट पॉइंट्स लिनियली बढ़ रहा है जबकि ओपन सर्किट पॉइंट Voc लोगरिथमिक रूप में बढ़ रहा है जैसा की अभी हमने समीकरण बनाया और उसमें देखा PV सेल की I V विशेषताओं का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां है और यह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु अधिकतम पावर से संबंधित है जोकि पीवी सेल स्थानांतरित कर सकता है इस I V कर्व को लीजिए और वहीं एक्स अक्ष रहने दीजिए मान लीजिए कि यह वोल्टेज अक्ष है y axis पर हम पावर वेरिएबल P लेते हैं जो कि v और i का प्रोडक्ट है उदाहरण के लिए यह मूल बिंदु लीजिए जहां i बराबर 0 और v बराबर 0 है इस प्रकार कोई एक बिंदु पावर बिंदु होगा जिसके लिए P बराबर v i होगा अर्थात जीरो और इस बिंदु पर P Voc i है जो कि 0 है और इसलिए पावर यहां फिर से 0 है इस प्रकार यहां कहीं मध्य में करंट जीरो नहीं होगा वोल्टेज शून्य नहीं होगा और आपको एक हिलपर्वत जैसा कर्व प्राप्त होगा तो यदि आप पावर कर्व को देखोगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा और यह पावर कर्व ऐसे प्लॉट किया गया है जिसके लिए P बराबर v i होगा अब इस पावर कर्व का अधिकतम बिंदु यहां है इसे हम Pm मैक्स पावर से लिखते हैं जोकि फोटो लाइटसेल उत्पन्न कर सकता है अब आप यदि I V कैरेक्टरस्टिक पर पावर पॉइंट का प्रोजेक्शन प्रक्षेपण देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां कहीं इस बिंदु पर यह I V कैरेक्टरस्टिक को काटता है और अधिकतम पावर बिंदु से संबंधित इस वोल्टेज को हम Vm लेते हैं और I V आईवी बिंदु से संबंधित करंट को Im लेते हैं और इस प्वाइंट को हम पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट कहते हैं इस प्रकार यह वह बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और पीवी सेल के चयन और पसंद के लिए भी और हम चाहेंगे कि पीवी सेल इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर कार्य करें अर्थात यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लोड पीवी सेल के साथ इस प्रकार काम करें कि पीवी सेल ज्यादातर समय इस ऑपरेटिंग क्षेत्र में काम करें जहां ये पीवी सेल से अधिकतम पावर प्राप्त कर सके और इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके